हमने पहले से ही वित्तीय विवरणों की मूल बातें पर चर्चा की है फिर हमने मूल प्रारूप और कंपनी प्रारूप दोनों में बैलेंस शीट देखी है और हमने आय विवरण या लाभ और हानि खाता प्रारूप भी देखे हैं अब हम लाभ और हानि खाते के रूप में कुछ बुनियादी वित्तीय विवरण तैयार करने का प्रयास करते हैं यह पूर्ण विकसित कंपनी प्रारूप में नहीं है यह हमारे लिए आय विवरण या पी और एल के मूल प्रारूप को समझने और लाभ की गणना करने के लिए है इसलिए उस अटल लिमिटेड के लिए पहला मामला है अब आय और व्यय से संबंधित शेष राशि की एक सूची दी गई है और उसी से हमें आय का विवरण देना है तो कच्चे माल करों बिजली और ईंधन कर्मचारी लागत आप जानते हैं कि ये सभी विभिन्न खर्च हैं विनिर्माण व्यय एक और खर्च है तो इन सभी को व्यय श्रेणी के रूप में चिह्नित किया जा रहा है कुल कारोबार हमारी आय या हमारी आय है इसलिए मैं इसे एक आय के रूप में चिह्नित करूंगा बिक्री और व्यवस्थापक व्यय ब्याज और मूल्यह्रास व्यय हैं तो पी और एल में यह बहुत सरल है हम आय पर ध्यान देंगे और हम उसी से खर्च को कम करेंगे हम इसे दो भागों में विभाजित करेंगे व्यापार भाग और पी और एल भाग इसलिए कृपया पहले समाधान तैयार करें और फिर इसे उस समाधान के साथ जांचें जो मैं दिखाने जा रहा हूं आप अपने वीडियो को काम पूरा करने के लिए रोक सकते हैं और उसके बाद ही समाधान पर एक नज़र डाल सकते हैं इसलिए समय के हित में हम आपको तुरंत समाधान दिखा रहे हैं मुझे आशा है कि आपने इसे स्वयं बनाया है तो कुल कारोबार पहला आइटम है यहाँ पर हमारे पास केवल एक आय वस्तु है जो टर्नओवर के रूप में है इसे व्यवसाय के लिए शीर्ष पंक्ति के रूप में भी जाना जाता है इस निश्चित खर्च में कटौती की जाती है यह कच्चा माल बिजली कर्मचारी व्यय विनिर्माण व्यय विक्रय व्यय और मूल्यह्रास है हमने जो घटाया नहीं है वह ब्याज है या नहीं क्योंकि ब्याज जो यहां लगाया जाता है उसे परिचालन व्यय के रूप में जाना जाता है इसलिए हम पहले परिचालन व्यय में कटौती करेंगे जो हमें परिचालन लाभ का एक आंकड़ा देता है इसे EBIT या PBIT के रूप में भी जाना जाता है EBIT से तात्पर्य ब्याज और टैक्स से पहले कमाई से है PBIT ब्याज और कर से पहले लाभ को संदर्भित करता है तब कम ब्याज हमें EBT या कर से पहले लाभ मिलता है अब एक अलग चरण में अलग से ब्याज क्यों घटाया जाता है कोई मुझे जवाब दे सकता है क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं क्योंकि ब्याज व्यवसाय से संबंधित नियमित खर्च नहीं है यदि आप कच्चे माल बिजली कर्मचारी विनिर्माण वगैरह जैसी अन्य वस्तुओं को देखते हैं तो वे उस व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक हिस्सा थे जबकि ब्याज बैंक के लिए या किसी पार्टी के लिए किया गया पुनर्भुगतान है जिसे हमने लिया है तो यह व्यापार के संचालन का अभिन्न अंग नहीं है इसे वित्त लागत के रूप में माना जाता है अगर हमने अपनी पूंजी का पैसा लगाया है हमें ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है ब्याज का भुगतान किया जा रहा है क्योंकि हमने पैसा उधार लिया है यह जरूरी नहीं है कि व्यवसाय के संचालन के साथ क्या करना है इसलिए हमने इसे परिचालन व्यय में नहीं रखा है हमने इसे अलग से कम किया है तो हमें लाभ के दो स्तर मिलते हैं पहले हमने EBIT की गणना की है और फिर हमने EBT की गणना की है हमने अलग अलग करों में भी कटौती की है जबकि हम आखिरकार लाभ आंकड़ा प्राप्त करेंगे जिसे EAT या PAT के रूप में जाना जाता है अब लाभ अलग से क्यों घटाया जाता है क्योंकि लाभ का हमारी नीतियों से कोई लेना देना नहीं है सरकार के कराधान नीति के अनुसार प्रचलित कानून के अनुसार करों की गणना की गई है और करों के बाद उपलब्ध अंतिम लाभ को जानने के लिए उन्हें घटा दिया गया है लेकिन हम इससे पहले एक स्तर भी प्राप्त करना चाहेंगे कि कर से पहले लाभ की गणना करें इसलिए हम जानते हैं कि हमारे अपने व्यवसाय से हमें परिचालन लाभ मिला है हम ब्याज भी घटाते हैं इसलिए हमें यह जानने की जरूरत है कि हमने इसे कितना लाभ कमाया है जो कि कर से पहले लाभ है और फिर अंत में हमारे साथ जो लाभ बना रहता है वह कर के बाद का लाभ है इसलिए मुझे आशा है कि आप सभी इसे स्वयं बनाने में सक्षम होंगे अब हम अगले मामले पर जाते हैं अगला मामला यहाँ जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे वह है श्री शिव के बैलेंस कुछ वस्तुएं दी गई हैं और इसमें से आपको लाभ और हानि खाता बनाना है लेकिन अब हम दो स्तरों में बनाने जा रहे हैं पहला ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा P और L अकाउंट ट्रेडिंग खाता पी और एल का ऊपरी हिस्सा है जहां हम उन वस्तुओं को रिकॉर्ड करेंगे जो सीधे व्यापार या विनिर्माण से संबंधित हैं यह P और L का क्षैतिज रूप बनाने जा रहे हैं अब इन शेष राशि पर एक नजर डालते हैं कि आय और व्यय की वस्तुओं को चिह्नित करें और फिर ट्रेडिंग और पी और एल खाता तैयार करें तो नकद आप इसे किस रूप में चिह्नित करेंगे क्या यह एक आय या व्यय है जवाब नहीं है वास्तव में आप जानते हैं कि यह एक बैलेंस शीट आइटम है यह बैलेंस शीट में एक परिसंपत्ति है इसलिए जहां तक पी और एल का संबंध है इसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन अभी हम इसे बीएस के रूप में चिह्नित करेंगे तो बी एस को मार्क कर सकते हैं क्योंकि यह एक एसेट आइटम है लेकिन अभी मैं इस पर ज्यादा समय नहीं देने जा रहा हूं क्योंकि हम पी और एल की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं व्यापार देनदार फिर से एक बैलेंस शीट आइटम फिर से एक बैलेंस शीट आइटम किराए पर नहीं किराया एक खर्च है इसलिए आपको ई यह अंतिम वर्ष का स्टॉक है जिसे हम अब उपयोग करने जा रहे हैं इसलिए यह हमारे लिए एक व्यय मद बन जाता है बिक्री बिक्री एक आय आइटम है खरीद व्यय मद पूंजी न तो आय और न ही व्यय यह एक बैलेंस शीट आइटम है ड्राइंग फिर से एक बैलेंस शीट आइटम मोटर वाहन बैलेंस शीट आइटम मशीनरी एक बैलेंस शीट आइटम है कार्यालय व्यय एक व्यय मशीनरी व्यय है जो अच्छी तरह से ये बनाए रखता है या मशीनरी पर इस तरह के खर्च वे खरीद या मशीन के अधिग्रहण के लिए नहीं हैं तो मशीनरी एक बैलेंस शीट है लेकिन मशीनरी व्यय एक व्यय आइटम है ईंधन और स्नेहक एक और व्यय है और अंतिम आइटम क्लोजिंग स्टॉक यह एक आय आइटम है हम यह शेष स्टॉक है जिसे हम अगली अवधि में उपयोग करेंगे तो इस अवधि के लिए यह एक आय आइटम बन जाता है समझ गया अब केवल ई प्रारूप में लाभ और हानि खाता तैयार करते हैं ऊपरी भाग को व्यापार के निचले हिस्से के रूप में जाना जाता है जिसे पी और एल के रूप में जाना जाता है इसलिए कृपया अपना समाधान करें मैं यहां रुकूंगा कृपया वीडियो को विराम दें और फिर तैयार होने के बाद आप वीडियो का शेष भाग देखें तो यहाँ हम अब ट्रेडिंग खाते का एक समाधान स्लाइड में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि बिक्री और समापन स्टॉक क्रेडिट पक्ष पर दिखाए जाते हैं इस पक्ष को क्रेडिट पक्ष के रूप में जाना जाता है जहां हम इस पक्ष को आय दिखाते हैं जिसे डेबिट पक्ष के रूप में जाना जाता है मैं क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट के शब्दजाल में नहीं जा रहा हूं लेकिन आम तौर पर इसे क्रेडिट कहा जाता है मैं सिर्फ इसे चिह्नित करूंगा Cr आम तौर पर क्रेडिट के लिए चिन्हित है और Dr डेबिट के लिए चिन्हित है डेबिट पक्ष या व्यय पक्ष पर हम शुरुआती स्टॉक से शुरू करते हैं फिर उन वस्तुओं को रिकॉर्ड करते हैं जो कोर संचालन से संबंधित हैं इसलिए हमने खरीद और ईंधन दर्ज किया है जबकि जो किराये वगैरह जैसे खर्चों की सामान्य प्रकृति है वे P और L खाते में दर्ज किए जाते हैं इसलिए P और L में किराया वेतन बीमा पेटी व्यय कार्यालय व्यय और मशीनरी व्यय दर्ज किए गए हैं बेशक यह वर्गीकरण बहुत सख्त नहीं है उदाहरण के लिए कुछ वस्तुएं मशीनरी का खर्च अगर वह किसी फैक्ट्री में है तो उसे एक ट्रेडिंग खाते में लिखा जा सकता है लेकिन हमने मान लिया है कि यह एक छोटा व्यवसाय है जो प्रति विनिर्माण नहीं है क्योंकि ये मशीनरी के रखरखाव के लिए अधिक हैं दिन प्रतिदिन के उपयोग के लिए इसलिए हमने इसे पी और एल खाते में सामान्य व्यय श्रेणी में रखा है इसलिए अब आपकी बिक्री और क्लोजिंग स्टॉक के आधार पर हमने पहले दो आइटम रखे हैं जो है ओपनिंग स्टॉक खरीदईंधन और शेष को सकल लाभ है मैं इसे बोल्ड मार्क कर रहा हूं अब उस डेबिट पक्ष पर शेष राशि की गणना करें जो 46225 है जो ट्रेडिंग खाते से लाभ का प्रतिनिधित्व करता है जिसे सकल लाभ के रूप में जाना जाता है अब यह सकल लाभ हम इसे क्रेडिट की ओर ले जा रहे हैं और फिर हम सभी खर्चों को वहन करेंगे एक ही प्रक्रिया का पालन करने के बाद कुल मिलाकर डेबिट पक्ष पर भी ले जाएं आपको 30000 का बैलेंस मिलेगा यह 30000 आपके अंतिम लाभ का प्रतिनिधित्व करता है आम तौर पर शुद्ध लाभ के रूप में जाना जाता है क्या आप इसे प्राप्त कर रहे हैं शुद्ध लाभ सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है इसलिए मैं इसे बोल्ड कर रहा हूं तो इस विशेष अवधि के लिए हमने सभी आय और खर्चों को दर्ज किया है और 30000 का लाभ प्राप्त किया है यह एक क्षैतिज रूप में एक आय विवरण बना रहा है जिसे हमने पिछले मामले में देखा था समझ गया अब हम अगले वाले पर चलते हैं अब यह अमर लिमिटेड की पुस्तकों से एक दिलचस्प वस्तु है हम परीक्षण संतुलन के रूप में जाना जाने वाला एक और बयान भी तैयार करेंगे तो यहां शेष राशि की सूची है ये शेष राशि उनके खाता बही से निकाली गई होगी यदि वे प्रत्येक खाते के शेष की गणना करते हैं तो उनके खाते में शेष राशि की सूची बना दी गई है उन्हें 31 मार्च 2020 को अंतिम शेष राशि मिलती है वे एक सूची बनाएंगे और यह सूची है

अब एक परीक्षण संतुलन की एक सूची बनाएंगे ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे और फिर पी और एल और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे तो इस संतुलन की सूची के लिए अब कृपया प्रिंटआउट लें सभी मामलों के लिए जो मैं आपको बता रहा हूं इस प्रिंट आउट के आधार पर समाधान स्वयं तैयार करें और फिर मेरे समाधान के साथ जांचें कि यहां एक छोटी सी त्रुटि है वह क्या है क्योंकि हमें शेष राशि 31 मार्च 2020 को दी गई है इसलिए यह शुरुआती स्टॉक 1 अप्रैल 2019 को होना चाहिए टाइपो त्रुटि से इसे 18 के रूप में दिखाया गया था इसलिए मैंने अब इसे ठीक कर लिया है अब कृपया इसे अपनी शीट में भी सही कर लें और इन बैलेंस के साथ पहले ट्रायल बैलेंस बना लें अब हम समाधान पर जाते हैं मुझे आशा है कि आपने एक ट्रायल बैलेंस भी बनाया है अब मैंने यहाँ क्या किया है पहले मैंने हर वस्तु को C और D के रूप में चिह्नित किया है C और D क्या है क्रेडिट और डेबिट पूंजी खाते की तरह यह वह धन है जो निवेशकों ने हमारे व्यवसाय में लगाया है इसलिए यह क्रेडिट बैलेंस है यह वह राशि है जो चुकाने योग्य है ड्रॉइंग उस धन का प्रतिनिधित्व करता है जिसे हमने मालिकको दिया है इसलिए हम इसे D डेबिट के रूप में चिह्नित करेंगे खरीद एक व्यय वस्तु है इसलिए इसे भी हमने D से चिन्हित किया है फ्रेट भी एक खर्च है इसे भी हमने D से चिन्हित किया है सभी वस्तुओं को पहले C या D के रूप में सूचीबद्ध किया गया है C आइटम या तो बैलेंस शीट में एक दायित्व बन सकते हैं या आय स्टेटमेंट में आय आइटम बन सकते हैं लेकिन अभी हम इसके लिए नहीं जा रहे हैं कि हम केवल C या D के रूप में आइटम सूचीबद्ध कर रहे हैं और हमें उसी से ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे तो अब यहाँ सभी C आइटम एक साथ ले लिए गए हैं और हमने सभी C वस्तुओं का टोटल तैयार करेंगे हमें 31 मार्च 2020 तक शेष राशि की सूची दी गई थी तब हमने इस आइटम को C और D के रूप में चिह्नित किया था और अब हम 31 मार्च 2020 तक के लिए ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहे हैं इसलिए हमने जो किया है वह है सभी आइटम जिन्हें हम C के रूप में चिह्नित किया गया था हमने कॉलम C के अंतर्गत रखा है और सभी आइटम जो D के रूप में चिह्नित हैं उन्हें कॉलम D में रखा गया है और फिर हम क्रेडिट कॉलम और डेबिट कॉलम का टोटल लेंगे क्या आपको समाज आ रहा है इस सरल कथन को ट्रायल बैलेंस के रूप में जाना जाता है अब यह पी और एल और बैलेंस शीट की तैयारी के लिए एक प्रारंभिक बिंदु बन गया है अब इसके आधार पर हमें पी और एल और बैलेंस शीट की तैयारी के लिए जाना चाहिए मुझे उम्मीद है कि आप समाधान के साथ तैयार हैं क्या आप समाधान देखने के लिए तैयार हैं चूंकि हमने इसे पहले किया है मुझे आशा है कि आपको यह करना आता है उदाहरण के लिए A की पूंजी आप इसे कहां ले जाएंगे आप जानते हैं कि यह बैलेंस शीट में एक देयता आइटम है यदि आप चाहें तो आप इसे इस तरह चिह्नित कर सकते हैं बैलेंस शीट में यह एक दायित्व आइटम है बिक्री कम रिटर्न यह एक लाभ और हानि आय आइटम है देखें कि अब आपका काम बहुत सरल है क्योंकि हमने क्रेडिट शेष और डेबिट शेष को अलग कर दिया है यदि आप हमें खरीदने के लिए कहते हैं यह एक लाभ और हानि व्यय मद है लगभग सभी डेबिट लाभ होने जा रहे हैं और हानि व्यय कुछ बैलेंस शीट परिसंपत्तियों होगा केवल एक उदाहरण के लिए ड्राइंग को बैलेंस शीट देयता पक्ष से कम किया जाएगा तो अब आपका काम सरल हो जाएगा इस डेटा का उपयोग करके हमें आय विवरण और बैलेंस शीट पर जाना चाहिए इसलिए यदि आप तैयार हैं तो हम समाधान पर जाएंगे तो यहां पी और एल खाते के लिए एक समाधान है क्या आप इसे प्राप्त कर रहे हैं तो ट्रेडिंग खाते में हमें दो क्रेडिट आइटम बिक्री और समापन स्टॉक मिलता है मुझे उम्मीद है कि यह आपके साथ मेल खा रहा है यह 880 तब P और L के निचले हिस्से में ले जाया जाता है जिसे लाभ और हानि खाते के रूप में जाना जाता है और फिर हम 149000 का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए सभी खर्चों को सूचीबद्ध करेंगे क्या आपको यह मिला है यह लाभ और हानि खाता है अब हम बैलेंस शीट पर चलते हैं अब उन वस्तुओं के आधार पर जो परीक्षण संतुलन में दिए गए हैं बैलेंस शीट तैयार करें मैं जानबूझकर आपको समाधान नहीं दिखा रहा हूं मुझे उम्मीद है कि आप इसे अब स्वयं बनाने में सक्षम हैं तो 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट यदि आपने इसे स्वयं बनाया है तो इसे जांचें कि क्या यह अब मेरे साथ नहीं है अब परीक्षण से उन वस्तुओं को संतुलित किया गया जो जिन वस्तुओं को बैलेंस शीट आइटम के रूप में चिह्नित किया गया था अब वे बैलेंस शीट पर ले जाते हैं फिर डेबिट पक्ष से कई संपत्ति आइटम हैं उन्हें परिसंपत्ति पक्ष में ले जाएं उसके बाद कुल परिसंपत्तियों और देनदारियों को लेना चाहिए जो इसे मेल खाना चाहिए क्या यह मेल खा रहा है यदि नहीं तो क्या समस्या है कौन सी वस्तु गायब है आपको परीक्षण शेष पर वापस जाना होगा और पता लगाना होगा कि क्या आइटम गायब है और यह भी जांचें कि क्या आपके लाभ और हानि खाते से लाभ हुआ है क्योंकि इसे बैलेंस शीट में जोड़ा जाना चाहिए इसलिए हमने अभी तक लाभ नहीं जोड़ा है तो यह शुद्ध लाभ हमें जोड़ते हैं अब यह मिलान है फिर भी एक अंतर है जो हमें यह पता लगाने की आवश्यकता है कि किस आइटम को गलत तरीके से जोड़ा गया है इसलिए 20000 का अंतर है यदि आप ध्यान से देखें तो हमने 20000 की इस ड्राइंग को बाहर रखा है जिस पर भी विचार करने की आवश्यकता है तो यह पूंजी से कम हो गया है यह एक शून्य आंकड़ा होने जा रहा है और एक बार जब आप इस पर विचार करते हैं तो यह होने जा रहा है क्या यह मेल खाता है क्या आप इसे प्राप्त कर रहे हैं यह है कि ट्रायल बैलेंस आपको त्रुटियों का पता लगाने में मदद करता है ट्रायल बैलेंस आपको यह पता लगाने में मदद करता है कि कौन सी वस्तु गायब थी और कौन सी वस्तु को गलत तरीके से जोड़ा गया था या किस मद में राशि गलत है और परीक्षण संतुलन से आप पी और एल और बैलेंस शीट बना सकते हैं आने वाले सत्रों में हम इसे कंपनी के लिए करेंगे लेकिन यह एक साधारण लेनदेन के मालिकाना चिंता के प्रकार और सरल लेनदेन से बैलेंस शीट पर आधारित है